कैसे हैं आप सब मॉलिक्यूलर संरचना निर्धारण में स्पेक्ट्रोस्कोपिकतरीकों के अनुप्रयोग के श्रंखला में आपका स्वागत है यह पाठ्यक्रम 33 है और हम इस पाठ्यक्रम के साथ श्रंखला के आखिर तक पहुंच रहे हैं हमारे पास कभी भी अल्ट्रावॉयलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी करने को रहता है जिसको हम इस पाठ्यक्रम और अगले पाठ्यक्रम में करने पड़ेंगे अल्ट्रावॉयलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी खुद में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड की संरचना के व्याख्या के लिए अत्यंत उपयोगी साधन नहीं है लेकिन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कॉपी और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेल में यह कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे कार्बोनाइल एरोमेटिक आदि की पुष्टि के लिए एक अतिरिक्त जानकारी के रूप में कार्य करता है अल्ट्रावॉयलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की शक्ति इस तथ्य से छुपी हुई है की यह मात्रात्मक फैशन में इस्तेमाल कि जा सकती है तो आकलन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री प्रस्ताव करता है जो व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है बजाएं नए जमाने की स्पेक्ट्रोस्कोपिक तरीके से अल्ट्रावॉयलेट क्षेत्र 200 नैनोमीटर से लगभग 380 नैनोमीटरतक का क्षेत्र है 380 नैनोमीटर से ऊपर और 800 नैनोमीटर तक विजिबल क्षेत्र आता है तो 200 से 800 नैनोमीटरतक का क्षेत्र ही अल्ट्रावॉयलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है अल्ट्रावॉयलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी जाना जाता है क्योंकि हम मॉलिक्यूल में निचले इलेक्ट्रॉनिक स्तर से उच्च इलेक्ट्रॉनिक स्तर ट्रांजिशन को समझ रहे हैं यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्षेत्र जो 200 से 800 नैनोमीटर है मोटे तौर पर 152 600 किलो जूल पर मूल एनर्जी से मेल खाते हैं और यह अनिवार्य रूप से मॉलिक्यूल में अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक स्तर की एनर्जी का अंतर है हम अल्ट्रावॉयलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में मौजूद मॉलिक्यूल की अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक स्तर में हुई ट्रांसलेशन पर चर्चा करेंगे अब यह एक आकृति है जिससे हम परिचित हैं इससे पहले भी किया जा चुका है चलिए मैं इस विशेष आकृति के बारे में तथ्यों को याद दिलाता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की UV विजिबल रीजन में अब्जॉर्प्शन जब आपके पास अल्ट्रावॉयलेट और विजिबल तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो तब प्रसंग रेडिएशन की इंटेंसिटी Io होती है वह सैंपल से होकर गुजरती है और सैंपल कुछ एनर्जी को सोख लेता है और रेसीडुएल इंटेंसिटी निकालता है तो I ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है जिसे इस मामले में किसी फोटोमल्टीप्लायर डिटेक्टर से पहचाना गया है अब Io रेडिएशन की इंसिडेंट इंटेंसिटी है और I रेडिएशन की ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है और IIo का अनुपात ट्रांसमिटेंस से जाना जाता है जिसे T दिखाया गया है अब Io I का लघुगणक अनुपात अब्जॉर्बेंस से जाना जाता है जिसे A से संबोधित किया जाता है अब UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कॉपी एक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो एक को इस तरह के स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक में अब्जॉर्बेंस को समझना होगा अब बीयर लैम्बर्ट लॉ अनिवार्य रूप से नमूना में मौजूद सब्सट्रेटकीकंसंट्रेशन के लिए मात्रात्मक शब्दों में अवशोषण को सहसंबंधित करता है दूसरे शब्दों में जब लाइट सैंपल से गुजरती है अब्जॉर्प्शन की मात्रा जो इंसिडेंट लाइट की जगह लेती है इस बात पर निर्भर करती है कि पथ की लंबाई के दौरान यह कितने मॉलिक्यूल से सामना करती है चलिए हम इस मामले में 1 कहते हैं इसलिए अब्जॉर्बेंस सीधे पथ की लंबाई के कंसंट्रेशन समय के लिए आनुपातिक होता है अब जितनी पथ की लंबाई अधिक होगी अणु की संख्या प्रकाश की किरण का उतना सामना करेगी और अधिक अब्जॉर्बेंस होगा अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एप्सिलॉन को एक्सटिंक्शन कॉएफिशिएंट या मोलर ऑब्जोरपटीवीटी c सब्सटेंस की कंसंट्रेशन मात्रा है जिसे मॉलस पर लीटर में व्यक्त किया जाता है और 1 सेल एक पथ की लंबाई या सैंपल के पथ की लंबाई है जिसे सेंटीमीटर से व्यक्त किया जाता है यह एक अभिव्यक्ति है जिसे परीमाणिकरण उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि अब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक मात्रा है इसे नापा जा सकता है कंसंट्रेशन पता भी हो सकती है और नहीं भी लेकिन पथ की लंबाई पता होती है शुद्ध नमूने के लिए एप्सिलॉन मूल्य को निकालना काफी आसान है अगर आपके पास एप्सिलॉन मूल्य अब्जॉर्बेंस और पथ की लंबाई दी हुई है तब कंसंट्रेशन काफी मात्रात्मक तरीके से अल्ट्रावॉयलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करके निकाली जा सकती हैं असलियत में अल्ट्रावॉयलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कॉपी काफी ज्यादा संवेदनशील है यह प्रति बिलियन तरह की कंसंट्रेशन स्तर को पता लगाने के लिए पर्याप्त संवेदनशील है इसलिए एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस योग्यता में इस प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोपिक तरीकों के अनुप्रयोगों को देख सकता है अब इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्तर से एक्साइटिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक स्तर के बीच में होता है दोनों स्टेट्स को सिंगलेट स्टेट की तरह उल्लेख किया है यह एक 0 स्तर होगा और यह एक S1 स्तर है इलेक्ट्रॉनिक स्तर के अंदर आपके पास अनेक वाइब्रेशनल स्तर होंगे जो वाइब्रेशनल स्तर 012345 आदि होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाइब्रोनिक ट्रांजिशन के सुपरइम्पोजिशन के साथ भी हो सकता है दूसरे शब्दों में अगर आप ग्राउंड स्टेट के 0 वाइब्रेशनल स्तर से एक्साइटेड स्टेट के 0 वाइब्रेशनल स्तर के बीच के ट्रांजीशन को मानकर चलें तब यह So ट्रांजिशन से मेल खाएगा दूसरी तरफ अगर आप इस एरो को मानकर चलें जो सीधे हाथ की तरफ यहां पर दिखाई दे रहा है वह ग्राउंड स्टेट के 0 वाइब्रेशनल स्तर से एक्साइटिड स्टेट की तीसरे वाइब्रेशनल स्तर तक मेल खाएगा तो यह मॉलिक्यूल के वाइब्रॉनिक्स स्टेट मैं 03 तरह के वाइब्रेशन से मेल खाएगा तो इस तरह की ट्रांजिशन UV क्षेत्र में होती हैं और एक को मॉलिक्यूल अवस्था में प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक स्तर में मौजूद विभिन्न वाइब्रेशनल स्तरों के सुपरइम्पोज़िशन की संगत के साथ ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्तर से इलेक्ट्रिक एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक स्तर तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से निपटना होगा कृपया याद रखें कि एक्साइटेशन वर्टिकल एक्साइटेशन हैवर्टिकल एक्साइटेशन का क्या मतलब है यह फ्रैंक कोंडोन सिद्धांत द्वारा व्यक्त किया गया है इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन का समय पैमाना आमतौर पर 10 सेकंड होता है यह एक अल्ट्रा फास्ट प्रक्रिया है और यह परमाणु गति के लिए गए समय की तुलना में बहुत तेज है दूसरे शब्दों में उदाहरण के तौर पर न्यूक्लि को अपने संतुलन दूरी से दूर जाने 10 सेकंड के आसपास का समय लेता है यह तीव्रता के दो क्रमों के बारे में है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन परमाणु गति की तुलना में 100 गुना अधिक हैं इसलिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान अंतर परमाणु दूरी के सापेक्ष में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है यही कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को अक्सर एनर्जी स्तर आलेख पर वर्टिकल ट्रांजिशन के रूप में दर्शाया जाता है दूसरे शब्दों में इस स्टेट से इस विशेष स्टेट में जाते समय न्यूक्लियस अनिवार्य रूप से एक ही स्थिति में डालता है कोई वाइब्रेशन नहीं होता है या वहां पर न्यूक्लियस की कोई गति संतुलन की स्थिति नहीं है और यही फ्रैंक कोंडन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है अब यह साधारण एनर्जी स्तर हैं जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से संबंधित है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में निश्चित रूप से सिग्मा बांड होते हैं इसलिए हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड में pi इलेक्ट्रॉन भी होंगे और नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर जैसे हेटेरोटॉम के साथ यौगिक होंगे pi इलेक्ट्रॉनों और सिग्मा इलेक्ट्रॉन के अलावाउनके पास नॉनबोंडेड इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं तब आपके पास मेल खाते हुए pi और सिगमा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे संभावित ट्रांजिशन स्टेट को यहां दिखाया गया है किसी को उच्चतम एनर्जी ट्रांजिशन हो सकता है जो सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन sigma transition तक होगा यह निश्चित रूप से एक अलग प्रक्रिया होगी क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को सिग्मा ऑर्बिटल से एक सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में धकेल दिया जाता है सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर अनिवार्य रूप से 0 हो जाता है जो मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन स्टेट के अनुरूप होगा वैकल्पिक रूप से सिग्मा इलेक्ट्रॉन pi स्तर के लिए एक्साइटेड हो सकता है औरpi से pi स्तर एक्साइटेशन संभव है और अंत में pi स्तर एक्साइटेशन के लिए भी संभव है सिग्मा pi और n ओक्कुपीड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जबकि pi और सिग्मा मॉलिक्यूल में ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में खाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं इसलिए एक्साइटिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब एक्साइटेशन होती है तो मॉलिक्यूल एक अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है अगर मूल रूप से यहां दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं सिग्मा से सिग्मा अनिवार्य रूप से सिग्मा स्तर में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे ताकि ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल का एक इलेक्ट्रॉनिक आइसोमर हो एक्साइटिड स्टेट मॉलिक्यूल आमतौर पर ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक आइसोमर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए कुछ चयन नियमों को मानना पड़ता है उदाहरण के तौर पर pi से Pi ट्रांजिशन सिमेट्री अनुमति प्रक्रिया है सिमेट्री अनुमति का मतलब क्या है क्या यह 1000 से अधिक एप्सिलॉन के ऑर्डर की उच्च इंटेंसिटी के रूप में है 1000 न्यूनतम है वह 10 या 10 एप्सिलॉन तक जा सकता है और यह चीज विशेष इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के ट्रांजिशन कॉफीसेंट पर निर्भर करती है दूसरे हाथ पर n से pi ट्रांजिशन सिमेट्री फॉरबीडन ट्रांजिशन है इसीलिए यह 100 से कम मूल्य के एप्सिलॉन के साथ ज्यादातर कम इंटेंसिटी का होता है एक जैसे स्पिन मल्टीपलीसिटी के इलेक्ट्रनिक स्टेट के साथ ट्रांजिशन की अनुमति है जबकि ट्रांजिशन के दौरान अगर स्पिन मल्टीपलीसिटी बदलती है तब वह फोरबिडेन है यह उदाहरण इस तथ्य के आधार पर है कि यह सिग्लेंट से सिग्लेंट तक दूसरे शब्दों में सिग्लेंट ग्राउंड स्टेट से सिग्लेंट एक्साइटिड स्टेट तक ट्रांजिशन या ट्रिपल ग्राउंड स्टेट से ट्रिपल एक्ससाइटेड स्टेट तक ट्रांजिशन की अनुमति है ज्यादातर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में सिंगलेट स्टेट में मौजूद होते हैं तो सिंगलेट ट्रांजिशन संभव है जबकि सिंगलेट से ट्रिपलेट ट्रांजिशन एक फोरबिडेन प्रक्रिया है तो यह चयन नियम है जो एक को UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कॉपी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पर काम करते हुए ध्यान में रखनी होंगी रेखचित्र द्वारा एक सिग्मा से सिग्मा ट्रांसलेशन को सिग्मा ऑर्बिटल की तस्वीर लेकर वर्णन कर सकता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन करके जो सिग्मा से सिग्मा से मेल खाता है चलिए मिथेन मॉलिक्यूल का उदाहरण लेते हैं मिथेन के पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और सारे के सारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वहां पर pi इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर मिथेन में मौजूद हैं तो अगर एक मिथेन को उचित वेवलेंथ पर एक्साइट करता है तब वह CH बॉन्ड के सिग्मा से सिग्मा एक्साइटेशन से मेल खाता है या अगर आप उदाहरण के तौर पर एथेन लेंगे तब एक C C सिगमा बॉन्ड एक्साइटेशन भी कर सकता है यह एक्साइटेशन आमतौर पर वेक्यूम अल्ट्रावॉयलेट क्षेत्र में होती है जो150 से 160 नैनोमीटर के दायरे में होती है जो कि आसानी से उपलब्ध नहीं होती क्योंकि इस क्षेत्र में हवा की अनुपस्थिति है इसीलिए एक को सिगमा से सिगमा तक कि ट्रांजीशन करनी होती है जो वेक्यूम अल्ट्रावॉयलेट क्षेत्र में आमतौर पर एक अधिक ऊर्जा की ट्रांजिशन है अब pi से pi ट्रांजिशन अपेक्षाकृत ऊर्जा के मामले में कम है जैसे कि आप रेखा चित्र में देख सकते हैं यह सिगमा से सिगमा है जो उच्चतम एनर्जी ट्रांजिशन है फिर आता है सिगमा से pi ट्रांजिशन फिर आते हैं pi से pi ट्रांजिशन और n से pi ट्रांजिशन दूसरे शब्दों में एनर्जी का क्रम सिग्मा से सिगमा है फिर सिगमा से pi फिर pi से सिग्मा pi से pi और n से pi है जोकि ट्रांजिशन की एनर्जी के मामले में बड़े से छोटे के क्रम में लगे हुए हैं तो pi से pi ट्रांजिशन आमतौर पर नॉन कौनजूगेटेड ओलेफिन्स जैसे इथाईलीन मैं होता है उदाहरण के तौर पर 180 या 190 नैनोमीटर के आसपास जबकि कौनजुकेशन के साथ यह लंबी वेवलेंथ क्षेत्र तक जा सकता है जो हम बात की स्थिति में कहेंगे तो यह pi मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रणाली में कोई नोड मौजूद नहीं है और जब यह pi से pi तक एक्साइटेशन में जाता है तब pi मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इस तरह सिंगल नोड से उल्लेखित किया जाता है जो कार्बन कार्बन बॉन्ड की बीच में होगा दूसरे शब्दों में नोड वह बिंदु है जहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीजगणितीय संकेत में परिवर्तन होता है जो ढलान से ढलान की ओर जा रहा है उदाहरण के तौर पर अगर यह एक पॉजिटिव लूप है और यह इन मामलों में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कोफिशिएंट के बीजगणितीय संकेत के संदर्भ में एक नेगेटिव लूप होगा यह n से सिग्मा ट्रांजिशन का रेखाचित्र है यह C N बॉन्ड है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन के साथ एक सिगमा बॉन्ड है नाइट्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन का लोन पैयर है जिसे नॉन बॉन्डेड स्तर से उल्लेखित किया गया है दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर नॉनबोंडेड इलेक्ट्रॉन और यह सिगमा स्तर तक एक्साइट हो सकते हैं आमतौर पर प्राइमरी एमाइन के मामले में जो सैचुरेटेड एमाइन या सैचुरेटेड इथर है उनमें इलेक्ट्रॉन का लोन पैयर हेट्रोएटम से सिगमा ऑर्बिटल में धकेल दिया जाता है और यह मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के n से सिग्मा ट्रांजिशन के अनुरूप होगा अब यहां पर कार्बोनाइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का उल्लेख किया गया है कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप में दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मुमकिन होते हैं हमारे पास C डबल बॉन्डO और C डबल बॉन्डO के पास pi इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन का लोन पैयर होता है तो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के मामले में pi से pi ट्रांजिशन के साथ साथ n से pi ट्रांजिशन मुमकिन है उदाहरण के तौर पर pi से piट्रांजिशन एक अनुमत ट्रांजिशन है जबकि n से pi ट्रांजिशन एक फोरबिडेन ट्रांसलेशन या अस्वीकृत ट्रांजिशन है यह ट्रांजिशन आरेखीय रूप से दर्शाया जाता है की यह कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का सिगमा होगा और यह कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का pi मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और यह ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का लोन पैयर होगा ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों का लोन पैयर जो इस विशेष मामले में pi से मेल खाता है और यह कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का pi मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और अंत में इस विशेष मामले में कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा अब ट्रांजिशन इस स्तर से है जोकी pi से pi स्तर तक है और जैसे एरो से चिन्हित किया गया है pi से pi स्तर n से pi स्तर के मुकाबले में उच्चतम एनर्जी ट्रांजिशन है और इसीलिए यह छोटी वेवलेंथ पर होता है n से pi ज्यादातर लंबी वेवलेंथ पर होता है कार्बोनाइल कंपाउंड् के इलेक्ट्रॉनिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या UV विजिबल स्पेक्ट्रम में pi से pi आमतौर पर 200 नैनोमीटर के क्षेत्र के आसपास आता है जबकि n से pi 300 नैनोमीटर के आसपास नजर आता है इस तरह के ट्रांजिशन में कौनजुकेशन का अपना प्रभाव होता है जो बाद में बहुत कम दिखाई देगा अब यह तालिका आवश्यक रूप से कुछ क्रोमोफोरस को सूचीबद्ध करती है हम थोड़ी देर में देखेंगे कि क्रोमोफोरस की क्या परिभाषा होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास अनिवार्य रूप से pi से pi ट्रांजिशन होती है जो 171 नैनोमीटर के आसपास होती है यह एक अनुमत ट्रांजिशन होती है इसीलिए लैम्ब्डा अधिकतम पर एप्सिलॉन बहुत अधिक है जो 10 गुना 10 हेक्सेन साल्वेंट मैं नापी जाती है उसी प्रकार एक हेक्सेन उदाहरण के तौर पर एक C ट्रिपल बॉन्डC के पास संभव है की pi pi ट्रांजिशन हो जो एप्सिलॉन मूल्य के संदर्भ में 10000 इंटेंसिटी के 180 नैनोमीटर के अनुरूप है एसिटालडिहाइड का कार्बोनिल जो उदाहरण के लिए इथेनॉल हैpi से pi ट्रांजिशन के साथ साथ n से piट्रांजिशन करता है pi से pi ट्रांजिशन उच्चतम एनर्जी 180 नैनोमीटर पर होता है जबकि n से pi ट्रांजिशन न्यूनतम एनर्जी 290 नैनोमीटर के आस पास होता है n से pi जोकि एक फोरबिडेन ट्रांजिशन है उसके पास काफी कम एक्सटिंक्शन कफिशिएंट है pi से pi एक अनुमत ट्रांजिशन होते हुए 10 का एक्सटिंक्शन कफिशिएंट रखता है उदाहरण के तौर पर अब तक के सभी स्पेक्ट्रा को हेक्सेन नाइट्रोमिथेन में मापा जाता है जिंके पास n डबल बॉन्ड o है तो यह n डबल बॉन्डo के लिए संभवत pi से pi ट्रांजिशन है इसमें ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का एक लोन पैयर भी है इसलिए ऑक्सीजन से pi स्तर तक इलेक्ट्रॉनों के लोन पैयर को एक्साइड करना संभव है pi से pi ट्रांजिशन 200 नैनोमीटर पर होता है जबकि n से pi ट्रांजिशन 275 नैनोमीटर पर होता है मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड के मामले में आपके पास हेटेरोटॉम पर केवल इलेक्ट्रॉनों के लोन पैयर है जैसे ब्रोमीन और आयोडीन इसलिए केवल एक n से सिग्मा होना संभव है जो कि डिसोसिएटिव स्टेट हैं क्योंकि जब नाइट्रोजन लोन पैयर माफी चाहूंगा जब ब्रोमाइड या आयोडाइड का लोन पैयर सिगमा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तक पहुंचता है तो सिग्मा के बॉन्ड क्रम में कमी आती है और वह डिसोसिएटिव स्टेट के अनुरूप है आप देख सकते हैं कि हैलोजन का असर ब्रोमीन से आयोडीन में जाने से होता है प्रणाली की वेवलेंथ में वृद्धि होती है यह दर्शाता है कि मिथाइल आयोडाइड इस विशेष मामले में मिथाइल ब्रोमाइड की तुलना में डिसोसिएटिव स्टेट के लिए एक्साइट करना अधिक आसान है अब हम कुछ निश्चित परिभाषाओं में चलते हैं जो अल्ट्रावॉयलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में उपयोग की जाती हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटिड स्टेट एक्साइटेशन अब्जॉर्प्शन के परिणाम हैं कुछ समूह और संरचनात्मक यूनिट हैं जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के लिए जिम्मेदार हैं उदाहरण के लिए ये सभी समूह जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें क्रोमोफोर कहा जाता है अगर आप बेंजीन को ले बेंजीन के पास काफी pi इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह pi इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए जिम्मेदार हैं बेंजीन के pi इलेक्ट्रॉन खुद में ही एक क्रोमोफोर है तो एरोमेटिक रिंग के पास pi से pi ट्रांजिशन होगी हम इसकी बारीकियों को बाद में देखेंगे C डबल बॉन्डC C डबल बॉन्डO N डबल बॉन्डN आदि है इन सभी में कुछ विशेष इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है इसलिए उन्हें उस विशेष मॉलिक्यूल का क्रोमोफोर कहा जाता है क्रोमोफोरस के अलावा वे सब्सीट्यूएंट्स हैं जो वेवलेंथ को बढ़ाते हैं या स्थानांतरित करते हैं जिन्हें ऑक्सोक्रोम कहा जाता है उदाहरण के तौर पर हैलोजन सब्सीट्यूएंट्स मेथॉक्सी सब्सीट्यूएंट्स या हाइड्रोक्सी सब्सीट्यूएंट्स अमीनो सब्सीट्यूएंट्स नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप सब्सीट्यूएंट्स भी एरोमेटिक रिंग में मौजूद हो सकते हैं और इन्हें क्रोमोफोर्स का ऑक्सोक्रोम कहा जाता है दूसरे शब्दों में क्रोमोफोर एक स्टेट से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में ट्रांजिशन से गुजरता है ऑक्सोक्रोम अनिवार्य रूप से ऊर्जा के स्तर में परिवर्तन करके ट्रांजिशन की वैवलैंथ को स्थानांतरित कर देता है जिससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के ट्रांजिशन वैवलैंथ में वृद्धि या कमी होती है सब्सीट्यूएंट्स और सॉल्वेंट पर भी अब्जॉर्प्शन के दिए गए प्रभाव हो सकते हैं इसलिए ऑक्सोक्रोम के अलावा एक उदाहरण के लिए हो सकता है सब्सीट्यूएंट जो मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं जो ऑक्सोक्रोम होते हैं उच्च या निम्न वैवलैंथ में स्थानांतरित करने का प्रभाव हो सकता है इसी तरह सॉल्वैंट्स भी एक भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि सॉल्वैंशन ऊर्जा स्तर को अनिवार्य रूप से बढ़ाता है या घटाता है और वैवलैंथ उच्च या निम्न वैवलैंथ में शिफ्ट करके रेडिएशन की वैवलैंथ को बदल देता है ये कुछ परिभाषाएँ हैं जिन्हें किसी को ध्यान में रखना होगा बथोक्रोमिक शिफ्ट का अर्थ है कि दो वेवलेंथ से अधिकतम अब्जॉर्प्शन की गति कम वेवलेंथ से उच्च वेवलेंथ तक बथोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है दूसरे शब्दों में इसे रेड शिफ्ट कहा जाता है क्योंकि जब हम दो छोटी वेवलेंथ से लंबी वेवलेंथ तक शिफ्ट करते हैं तब हम नीले क्षेत्र से लाल क्षेत्र तक जाते हैं Hypsochromic बदलाव भी नीले बदलाव के रूप में जाना जाता है यह अवशोषण अधिकतम बदलाव है जो बाथोक्रोमिक बदलाव के बिल्कुल विपरीत है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट में इंटेंसिटी के साथ कुछ करना होता है और अगर एक ऑक्सोक्रोम की उपस्थिति के कारण इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो ऑक्सोक्रोम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट तक होता है जिसमें इंटेंसिटी में वृद्धि होती है यदि ऑक्सोक्रोम इंटेंसिटी में कमी का कारण बनता है तो इसे हाइपोक्रोमिक प्रभाव कहा जाता है जो इंटेंसिटी में कमी है तो दूसरे शब्दों में यहाँ हम एप्सिलॉन मूल्यों के साथ काम कर रहे हैं जबकि इस विशेष ट्रांजिशन बाथोक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट में हम ट्रांजिशन के लैम्डा मैक्स के साथ काम कर रहे हैं अल्ट्रावॉयलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी गैस अवस्था लिक्विड अवस्था या सॉल्यूशन अवस्था में मापी जा सकती है सॉल्यूशन अवस्था में में इसे मापने के लिए एक को उचित सॉल्वेंट पहचानना होगा और यह निश्चित करना होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्षेत्र में सॉल्वेंट खुद को अब्जॉर्ब नहीं करता है यहां पर कुछ साल्वेंट है जिनकी अब्जॉर्प्शन 200 नैनोमीटर से अधिक नहीं है उदाहरण के तौर पर एसीटोनाइट्राइल एक अच्छा सॉल्वेंट है और उसकी कट ऑफ वैल्यू 190 नैनोमीटर है एसीटोनाइट्राइल के सारे pi pi और n pi एक्साइटेशन 190 नैनोमीटर से काफी कम है पानी एक अच्छा सॉल्वेंट है उदाहरण के तौर पर पानी की कट ऑफ वैल्यू 190 नैनोमीटर है मेथनॉल में लगभग 205 नैनोमीटर का कट ऑफ होता है इसलिए इन्हें अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है उदाहरण के लिए n hexane इसमें कोई pi इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं इसलिए यह किसी भी pi pi ट्रांजिशन से नहीं गुजरता है और इसका उपयोग अधिकांश में सॉल्वेंट के रूप में किया जा सकता है उदाहरण n हेक्सेन या साइक्लोहेक्सेन को साल्वेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसमें केवल एक n pi है माफी चाहूंगा यह केवल एक सिग्मा स्टार सिग्मा की तरह का ट्रांजिशन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अल्ट्रावॉयलेट क्षेत्र में होता है चलिए कार्बोनाइल कंपाउंड के pi pi और n pi ट्रांजिशन पर सॉल्वेंट का प्रभाव देखते हैं Pi pi एक अनुमत ट्रांजिशन है और n pi एक फोरबिडेन ट्रांजिशन है और उनके अपने सॉल्वेंट प्रभाव हैं यदि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप ऊर्जा स्तर हैं तो उदाहरण के लिए हेक्सेन हो सकता है कि एक ट्रांजिशन pi pi ट्रांजिशन के अनुरूप हो जिसके पास उच्च एनर्जी से निम्न वैवलेंथ है और इसे हम लैंबडा के रूप में कहेंगे जो कि इस विशेष ट्रांजिशन के उस विशेष अब्जॉर्प्शन की वैवलेंथ है जो उस विशेष ट्रांजिशन के अनुरूप है फिर आपके पास n pi ट्रांजिशन है जो निम्न एनर्जी ट्रांजिशन है तो यह लैंबडा 3 लैंबडा 1 के मुकाबले मूल्य के आधार पर काफी ज्यादा होगा अब जब आप एक इथाइल अल्कोहल या पानी जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में एक ही कंपाउंड को मापते हैं तो क्या होता है हेटेरोटॉम पर इलेक्ट्रॉनों का लोन पैयर होता है जैसे नाइट्रोजन या कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप यहां पर हम कार्बोनाइल कंपाउंड की बात कर रहे हैं इसलिए हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लोन पैयर की और इस का ऑक्सीजन इथाइल अल्कोहल या पानी के साथ हाइड्रोजन संबंध मैं जा सकता है जो इसे सॉल्वेशन द्वारा स्थिर कर रहे हैं तो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट की तुलना में नॉनबोंडेड स्तर काफी स्थिर हो जाता है pi मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तुलना में pi मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा पोलर होता है तो यह भी सॉल्वेटेड हो जाता है और पानी या इथाइल एल्कोहल जैसे प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में स्थिर हो जाता है उसकी तुलना में pi इलेक्ट्रॉन स्तर नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट उस विशेष स्थिति को स्थिर करने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है यह n स्तर के साथ साथ pi स्तर है जो काफी स्थिरीकरण से गुजरता है जिसके परिणामस्वरूप आप देख सकते हैं कि pi pi ट्रांजिशन अब एक निम्न ऊर्जा का है दूसरे शब्दों में लैंबडा 2 जो पोलर सॉल्वेंट में pi pi ट्रांजिशन से मेल खाती है लैम्बडा 1 की तुलना में जो नॉन पोलर सॉल्वेंट में pi pi ट्रांजिशन के अनुरूप है लैंबडा 1 के मुकाबले लैंबडा 2 ज्यादा उच्चतम है दूसरे शब्दों में लैंबडा1 उच्चतम एनर्जी का है अगर लैंबडा 2 से उसकी तुलना की जाए दूसरे शब्दों में एनर्जी के लिहाज से यह ज्यादा उच्चतम है जिसका मतलब वेवलेंथ के लिहाज से यह कम होगा तो वेवलेंथ लैम्ब्डा 1 वेवलेंथ लैम्ब्डा 2 की तुलना में कम है कृपया याद रखें कि ऊर्जा और वेवलेंथ पैमाने और पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बीच एक विपरीत आनुपातिकता है हम सामान्य रूप से फ्रिकवेंसी या वेव नंबर के बजाय वेवलेंथ को नैनोमीटर में उल्लेख करते हैं जो कि ऊर्जा से सीधे आनुपातिक है तो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी कम लैम्ब्डा के लिए संख्या होगी और यहां पर एनर्जी कम है जिसका मतलब लैम्ब्डा की संख्या ज्यादा है तो लैम्ब्डा 1 लैम्ब्डा 2 से कम है अगर आप n pi स्तर पर देखें तो इसके पास बिलकुल विपरीत तरह का प्रभाव है नॉन पोलर सॉल्वेंट में n pi स्टेट के मुकाबले में पोलर सॉल्वेंट में n pi स्टेट ज्यादा एनर्जी का है तो लैम्ब्डा 4 जो कि नॉनपोलर सॉरी पोलर सॉल्वेंट ट्रांजिशन n के समान है pi में इस n लैम्ब्डा 3 की तुलना में बहुत कम ऊर्जा है अब यह एक उदाहरण कार्बोनिल कंपाउंड का उपयोग करके चित्रित किया गया है जो एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है जिसे मेसिटिल ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है मेसिटिल ऑक्साइड इस मॉलिक्यूल का एक बोलचाल का नाम है और इस मॉलिक्यूल का UV विजिबल स्पेक्ट्रम तीन अलग अलग सॉल्वेंट अर्थात् हेक्सेन एथिल अल्कोहलऔर पानी में मापा गया है हेक्सेन मेंpiसे pi ट्रांजिशन इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के लिए 230 नैनोमीटर पर होता है इथाइल अल्कोहल में यह उच्च वेवलेंथ 237 तक जाता है पानी की तरह अधिक पोलर सॉल्वेंट में यह 237 से भी अधिक हो जाता है यानी 244 नैनोमीटर वेवलेंथ और आप एप्सिलॉन से देखें तो यह एक अनुमत ट्रांजिशन है यदि आप n pi ट्रांजिशन को लेते हैं जो कि उदाहरण के लिए हेक्सेन में एक लंबे वेवलेंथ 327 पर है जब आप इसे एक इथाइल अल्कोहल में मापते हैं तो यह कम वेवलेंथ में चला जाता है दूसरे शब्दों में लैम्ब्डा 4 लैम्बडा 3 से कम है इसलिए लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 से अधिक है उदाहरण के लिए में वह वेवलेंथ मैं कमी अनिवार्य रूप से है जो नॉनपोलर सॉल्वेंट मैं n स्तर की तुलना में n स्तर के सॉल्वैंशन के माध्यम से समझाया गया है जैसा कि आप सॉल्वेंट की पोलैरिटी को बढ़ाते हैंpi सेpi एक कम ऊर्जा तक जाता है जबकि n से pi एक उच्च ऊर्जा के लिए जाता है एप्सिलॉन मूल्यों के संदर्भ में बहुत अधिक प्रभाव सभी पोलर और नॉनपोलर में लगभग समान नहीं है सॉल्वेंट प्रभाव के अलावा pi से pi स्तर ट्रांजिशन तक कोनजुगेशन का काफी ज्यादा प्रभाव है अब यहाँ एथिलीन ब्यूटाडीन और हेक्साट्रिनethylene butadiene and hexatriene के लिए एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चित्र है आप समरूप श्रृंखला में जा सकते हैं यह महत्वपूर्ण है कि यह एथिलीन का pi मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और यह एथिलीन का pi मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसी तरह यह एथिलीन का pi मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है जो भरा हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये pi मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं जो कि भरा हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं हैं उसी तरह हेक्साट्रिन के पास 6 pi इलेक्ट्रॉन है तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 प्रत्येक 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों के अनुरूप हैं और फिर आपके पास 3 नॉन बॉन्डिंग स्तर भी हैं जो अप्रकाशित या खाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं जो महत्वपूर्ण है वह pi से pi ट्रांजिशन है इस विशेष मामले में इस विशेष ऊर्जा अंतराल के अनुरूप है जो बहुत उच्च ऊर्जा अंतराल है जैसा कि आप ब्यूटैडीन के हेक्सात्रीन के समरूप की श्रृंखला में ऊपर जाते हैं आप देख सकते हैं कि pi सेpi स्तर और ऊर्जा स्तर बहुत कम है और यह बढ़ती कौनजुकेशन के साथ और भी कम हो जाता है और यह प्रभाव वही होता है जो कौनजुकेटेड डाईन ट्राइनेस टेट्राईन conjugated dienes trienes tetraene इत्यादि में महसूस होता है और डेटा अनिवार्य रूप से दिखाता है क्योंकि आप कौनजुकेशन को बढ़ाते हुए डबल बॉन्ड की संख्या में वृद्धि करते हैं उनकी ट्रांजिशन ऊर्जा कम हो जाती है दूसरे शब्दों में वेवलेंथ काफी बढ़ जाती है तो एथिलीन 162 नैनोमीटर के आसपास अब्जॉर्प्शन के रूप में ब्यूटाडाइन पहले से ही 217 नैनोमीटर में स्थानांतरित हो गया है उन सभी को अनिवार्य रूप से नॉनपोलर सॉल्वैंट्स मापा जाता है और उदाहरण के लिए ऑक्टेट्रिन के मामले में यह 296 नैनोमीटर है आप बढ़ती वेवलेंथके साथ भी देख सकते हैं ट्रांजिशन संभावना में एक सहवर्ती वृद्धि भी है दूसरे शब्दों में एप्सिलॉन जो मोलर अब्जॉर्प्टिविटी की एक माप है जो बढ़ती कौनजुकेशन के साथ काफी बढ़ जाती है अब यदि आप एक 8 डबल बॉन्ड कौनजूकेटेड डबल बॉन्ड में आते हैं तो पहले से ही पदार्थ रंगीन हो जाता है ये पराबैंगनी क्षेत्र में अब्जॉर्ब होते हैं और यह इस विशेष वेवलेंथ में विजिबल क्षेत्र में अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है जो पीला रंग देता है दूसरे शब्दों में यह बैंगनी रंग को अब्जॉर्ब करता है यही कारण है कि यह पीला दिखता है और इसी तरह यह बैंगनी और इंडिगो और नीले रंग को अब्जॉर्ब करता है और इसलिए नारंगी रंग के रूप में दिखाई देता है उदाहरण के तौर पर इस विशेष मामले में यह हरे प्रकाश को अब्जॉर्ब करता है इसीलिए यह बैंगनी कंपाउंड की तरह नजर आता है इसलिए जब आपके पास एक दूसरे के साथ 15 डबल बॉन्ड होते हैं तो pi से pi ट्रांजिशन अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के विजिबल क्षेत्र में अब्जॉर्ब होता है HOMO से LUMO लेवल या piसे pi लेवल पर कौनजुकेशन का प्रभाव अनिवार्य रूप से HOMO LUMO के अंतराल को कम कर रहा है या pi से piहै जिससे ट्रांजिशन का लैम्डा मान बढ़ जाते हैं इसका प्रभाव इतना अधिक है कि कोई वास्तव में बीटा कैरोटीन जैसे रंगों में देख सकता है जिसमें 11 कौनजूगेटेड डबल बॉन्ड हैं सभी उदाहरण के लिए एक दूसरे के संबंध में ट्रान्सिडाइड हैं और यह उदाहरण के लिए गाजर में एक रंग पदार्थ के रूप में उपलब्ध होता है जैसा कि एक अब्जॉर्प्शन अधिकतम 452 था जो एप्सिलॉन के साथ उच्चतम 15 10 दूसरे शब्दों में यह एक अत्यधिक इंटेंस रंग है जिसे 10 एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट के एप्सिलॉन से उल्लेखित किया जाता है लाइकोपीन एक और डाई है जो टमाटर जैसे फलों में उपलब्ध है उदाहरण के लिए टमाटर की लाल रंग की त्वचा लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण होती है जो फिर से एक कौनजोगेटेड प्रणाली होती है जिसमें एक दूसरे के साथ कौनजुकेशन में 11 कौनजोगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं और यह एक 474 नैनोमीटर के अब्जॉर्प्शन के आसपास का है यह लाइकोपीन का एक नमूना है जो रंग में गहरा लाल है यह बीटा कैरोटीन का एक नमूना है जो रंग में भी लाल है जिस में कौनजुकेशन में केवल 5 डबल बॉन्ड होते हैं वह पीला दिखाई देता है यह एक मॉलिक्यूल है जिसे रेटिनॉल या विटामिन ए के रूप में जाना जाता है इसमें अब्जॉर्प्शन अधिकतम 325 का होता है हालांकि यह UV क्षेत्र में होता है अब्जॉर्प्शन का टेल एंड अंत विजिबल क्षेत्र में आता है और इसीलिए यह पदार्थ चमकीले पीले रंग का दिखाई देता है कई कार्बनिक डाई हैं जो उदाहरण के लिए अत्यधिक रंगीन हैं गैसोलीन हाइड्रोकार्बन है जो अत्यधिक रंगीन है यह प्रकृति में नीले रंग का है जो अनिवार्य रूप से उस विशेष मॉलिक्यूल में pi से pi ट्रांजिशन के कारण है अब कौनजुकेटेड एनोन की तुलना में एक नॉन कौनजुकेटेड एनोन में बहुत कम अब्जॉर्प्शन होता है यह फिर से mesityl ऑक्साइड और mesityl ऑक्साइड के आइसोमर लेने से स्पष्ट होता है इस मॉलिक्यूल में कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड कौनजुकेशन में होता है जबकि इस मॉलिक्यूल में कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप डबल बांड के साथ कौनजुकेशन मैं नहीं होता है इस मॉलिक्यूल में कोई अब्जॉर्प्शन नहीं है सभी अब्जॉर्प्शन 220 नैनोमीटर से कम है इस विशेष मॉलिक्यूल में 220 नैनोमीटर से ऊपर कोई अब्जॉर्प्शन बैंड नहीं हैं इस प्रकार जहां इस मॉलिक्यूल में अगर हम pi से लेकर pi ट्रांजिशन 230 नैनोमीटर पर होते हैं दूसरे शब्दों में 10 नैनोमीटर के बारे में जो उच्च वेवलेंथ पर होता है जहां यह अब्जॉर्प्शन होता है 327 निश्चित रूप से n से pi स्टार संक्रमण के अनुरूप होता है यहां भी अब्जॉर्प्शन लेकिन कौनजुकेशन प्रभाव के कारण कम वेवलेंथ यहां गायब है यह यहाँ दिखाए गए आरेख में कौनजुकेशन के प्रभाव से समझाया गया है यह एक अलग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जो pi ट्रांजिशन के लिए लगभग 165 नैनोमीटर की तरह होता है उदाहरण के लिए एथिलीन के मामले में जबकि कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के मामले में pi से pi ट्रांजिशन लगभग 190 नैनोमीटर और n से pi ट्रांजिशन लगभग 280 नैनोमीटर होता है जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कौनजुगेशन तौर पर में होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक नया सेट एनोन के अनुरूप बनता है जो कौनजुगेटेड एनोन होता है और कार्बोनिल ट्रांजिशन पर कौनजुगेशन का प्रभाव होता है जो कि यहां दर्शाया गया है pi से pi ट्रांजिशन कम ऊर्जा का बनता है दूसरे शब्दों में 190 या 165 नैनोमीटर की तुलना में यह उच्च वेवलेंथ का होता है n सेpi जी कम ऊर्जा का बनता है तो 280 से 320 नैनोमीटर तक यह घटता है तो यह n से pi के साथ साथ pi से pi ट्रांजिशन कार्बोनाइल कंपाउंड्स के कौनजुकेशन के प्रभाव का उल्लेख करता है कौनजूगेटेड प्रणाली के मामले में यह प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है यह एक सिंगल डबल बॉन्ड कौनजूगेशन है यह दो डबल बॉन्ड कौनजूगेशन है और इसलिए उदाहरण के लिए 7 डबल बॉन्ड कौनजूगेशन यहां दिखाए गए हैं जैसे जैसे आप कौनजूगेशन को उत्तरोत्तर बढ़ाते हैं लैम्बडा मैक्स भी बढ़ता रहता है दूसरे शब्दों में यह पराबैंगनी क्षेत्र से विजिबल क्षेत्र में जाता है इसलिए मॉलिक्यूल के रंग के संदर्भ में यह मॉलिक्यूल नारंगी या पीले रंग का होना चाहिए जो कि 450 नैनोमीटर के विजिबल क्षेत्र में अब्जॉर्प्शन है अब quinones हैं दो प्रकार के quinones उपलब्ध हैं यह एक ortho benzoquinone है और यह para benzoquinone है मौलिक रूप से वे अपने कौनजुकेशन गुणों में भिन्न होते हैं यदि आप ऑर्थो बेंज़ोक्विनोन को देखते हैं तो दो कार्बोनिल फ़ंक्शंस ग्रुप एक दूसरे के लिए कौनजूगेटेड होते हैं और इसलिए कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप कन्ज्यूगेट होते हैं दूसरे शब्दों में इस विशेष मामले में प्रणाली के कौनजुकेशन के माध्यम से होता है जबकि यदि आप पैरा बेंजोक्विनोन को देखते हैं तो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप इस डबल बॉन्ड के साथ साथ इस डबल बॉन्ड से कौनजूगेटेड होता है हालाँकि इस पक्ष का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सीधे इस पक्ष के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए कौनजूगेटेड नहीं होता है इसे कौनजुकेशन के लिए कार्बोनिल कार्बन से गुजरना पड़ता है और ऐसी प्रणालियों को क्रॉस कौनजूगेटेड माना जाता है जबकि यह रैखिक कौनजुकेशन है आप यहां देख सकते हैं कि क्या आप ऑक्सीजन से शुरू करते हैं और डबल बॉन्ड पथ का पालन करते हैं आप अनिवार्य रूप से पूरे प्रणाली को एक दूसरे से कौनजूगेटेड करेंगे तो यह पार कौनजुकेशन की तुलना में बहुत बेहतर कौनजुकेशन है यही कारण है कि यह पदार्थ एक लम्बी वेवलेंथ पर अब्जॉर्ब होता है दूसरे शब्दों में उच्च ऊर्जा अब्जॉर्बशन होता है जो कि हो रहा है जबकि यह लाल रंग में दिखाई देता है क्योंकि यह 610 नैनोमीटर के आसपास अब्जॉर्ब करता है तो आप देख सकते यहां पर pi से pi ट्रांजिशन 242 और 281 से मेल खाती है क्विनोन कंपाउंड में दो तरह के pi से pi ट्रांजिशन देखे जाते हैं जबकि ऑर्थो बेंजोक्विनोन के मामले में pi से pi ट्रांजिशन 390 नैनोमीटर पर होता है क्रॉस कौनजूगेटेड बेंजोक्विनोन के मामले में पैरा बेंजोक्विनोन n से pi 434 पर दिखाई देता है जहां ऑर्थो बेंजोक्विनोन के मामले में n से pi 610 नैनोमीटर के आसपास दिखाई देता है इस तरह का गहरा प्रभाव कौनजूगेशन के कारण होता है जो या तो सीधे कौनजूगेशन है जैसे उदाहरण के लिए या पैरा बेंजोक्विनोन के इस विशेष मामले में क्रॉस कौनजूगेशन है अब वुडवर्ड और फ़ाइज़र ने बड़ी संख्या में स्टेरॉयड मॉलिक्यूल पर काम किया है और उनके अध्ययन के आधार पर वे अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम के साथ डाइईन की संरचनात्मक भिन्नता को सहसंबद्ध करने के लिए एक अनुभवजन्य नियम पर पहुंचे हैं यदि हम इस विशेष डाइईन पर विचार करें तो यह एक होम्योन्युलर डाइईन है क्योंकि दो डबल बॉन्ड इस विशेष मामले में एक साइकिल या एक साइक्लिक रिंग प्रणाली का हिस्सा हैं और एक दूसरे के संबंध में भी सिसोइड हैं अब यदि हम इस विशेष डाइईन पर विचार करते हैं तो डाइईन के दोहरे बॉन्ड में से एक साइक्लिक प्रणाली का हिस्सा है दूसरा डबल बॉन्ड अनिवार्य रूप से एक डबल बॉन्ड के एक्सोसाइक्लिक प्रकार का है और दो डबल बॉन्ड प्रत्येक के संबंध में ट्रांससोइड हैंसिंगल बॉन्ड के संबंध में यह जोमेट्री में ट्रांससोइड है तो कोई इसे एक होम्योन्युलर डाइईन कहेगा और यह एक हेटेरोन्युलर डाइईन है क्योंकि यह डबल बॉन्ड इस रिंग का हिस्सा नहीं है यह उस विशेष रिंग का केवल एक एक्सोसाइक्लिक भाग है वुडवर्ड फ़ाइज़र नियम में एक कौनजूगैटेड डाइईन के लिए एक मूल मूल्य निर्धारित करता है जो कि होम्योन्युलर डाइईनया हेटेरोन्युलर डाइईनहै जैसा कि मामला हो सकता है होम्योन्युलर डाइईन क्योंकि यह पूरी तरह से कौनजूगेटेड होता है जो एक हेटेरोन्युलर डाइईन की तुलना में लंबी वेवलेंथ पर होता है जो कि ट्रान्सिडिड डाइईन है जो कम वेवलेंथ में अब्जॉर्ब होता है अब जो किया जाता है वह एक आनुभविक नियम है योज्य नियम वह है जो ईजाद किया जा रहा है इसे डायन के लिए वुडवर्ड फिशरएम्पिरिकल रूल कहा जाता है यह एक संरचनात्मक भिन्नता है जो एक होम्योन्युलर सिसोइड डाइईन के लिए हो सकती है आधार मूल्य 253 नैनोमीटर के रूप में लिया जाता है एक हेटेरोन्युलर ट्रान्सिड डाइईन के लिए बेस वैल्यू को 214 नैनोमीटर के रूप में लिया जाता है इस तरह का एक एडिटिविटी सिद्धांत बेहद उपयोगी है अगर कोई अज्ञात संरचना है और आप यह पता लगाना चाहते हैं कि विशेष तौर पर स्टेरॉयड मॉलिक्यूल में यह होम्योन्युलर प्रकार का कौनजूगेटेड डाइईन है या हेटेरोन्युलर प्रकार का है उन दिनों में 1960 और 70 के दशक के दौरान लोगों ने इस पद्धति का व्यापक रूप से उपयोग किया है ताकि कौनजुकेशन के संदर्भ में कार्बनिक कंपाउंड की संरचना का पता लगाया जा सके अब एक वृद्धिशील मूल्य है जो दिया गया है हमारे पास एक अतिरिक्त डबल बॉन्ड कौनजूगेटिंग है यदि यह एक कौनजूगेटिंड ट्राईइन प्रणाली है इसमे 30 नैनोमीटर को 253 के आधार मूल्य में जोड़ा जाना है ताकि 283 हो जाए एल्काइल सब्स्टीट्यूट रिंग रेसिड्यू क्या हैं एक मिनट में अल्किल सब्स्टीट्यूट या रिंग रेसिड्यू को आप परिभाषित करेंगे तो अनिवार्य रूप से जो सब्सीट्यूएंट आप प्रत्येक सब्सीट्यूएंट के लिए 5 नैनोमीटर का मान जोड़ते हैं उसके लिए डबल बांड में मौजूद हैं अगर कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बांड है तो आप 5 नैनोमीटर का मान जोड़ते हैं पोलर फंक्शनल ग्रुप एसीटेट को कोई फर्क नहीं पड़ता है हालांकि मेथॉक्सी या ब्रोमोक्लोरो या डायमिनो वे सभी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं विशेष रूप से डाई एल्केलामिनो मूल्य मान को 60 नैनोमीटर के आधार मूल्य से अधिक स्थानांतरित करके काफी महत्वपूर्ण योगदान देता है चलिए इस प्रकार के एडिटिविटी नियम की गणना के कुछ उदाहरण हमारे पास हैं अगर हम यहाँ इस मॉलिक्यूल पर विचार करते हैं तो यह एक हेटेरोन्युलर ट्रान्सिड डायन है तो हेटेरोन्युलर ट्रान्सिड डायन बेस मूल्य 214 नैनोमीटर है इसलिए 214 नैनोमीटर को लिया जाता है यहां पर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है यदि आप इस डबल बॉन्ड को देखते हैं तो यह इस रिंग के लिए एक एक्सोसाइक्लिक है इसलिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में लगभग 5 नैनोमीटर होंगे और फिर आपके पास रिंग रेसिड्यू होंगे जो कि ये रेसिड्यू हैं यह एक रिंग रेसिड्यू है और यह एक और रिंग रेसिड्यू है और यह एक तीसरा रिंग रेसिड्यू है तो 1 2 3 4 5 रिंग रेसिड्यूल्स हैं इसलिए पूरी तरह से इस कार्बन सब्स्टीट्यूएंट के अनुरूप तीन रिंग रेजिड्यूल्स हैं यह कार्बन सब्स्टीटयूट यहां और यहां यह कार्बन सब्स्टीटयूट हैं प्रत्येक रिंग रेसिड्यूल्स के लिए यह 5 नैनोमीटर वेतन वृद्धि है इसलिए 3x515 नैनोमीटर वृद्धि है डबल बॉन्डपर एक मेथॉक्सी प्रतिस्थापन है जो लगभग 6 नैनोमीटर में योगदान दे रहा है यदि आपके पास ये संख्याएँ है तो वह 240 नैनोमीटर तक आती हैं अनुभवजन्य विकृति नियम के आधार पर अब्जॉर्ब लैंबडा मैक्स 240 नैनोमीटर के अपेक्षित मूल्य के बहुत करीब है यदि आप इस सिसोइड डायन को एक ट्रांसोसिड डायन और सिसॉइड डायन के बीच में लेते हैं तो सिसॉइड डाइन का बेस मूल्य अधिक होता है इसलिए आप सिसॉइड डायन का बेस मान लेते हैं फिर अतिरिक्त कौनजुकेशन जोड़ें यह एक अतिरिक्त कौनजुकेशन है यह एक अतिरिक्त कौनजुकेशन भी है प्रत्येक विस्तारित कौनजुकेशन 30 वृद्धि से मेल खाता है जो उदाहरण के लिए प्रत्येक कौनजुकेशन मूल्य के लिए 30 वृद्धि ताकि दो अतिरिक्त कौनजुकेशन 60 नैनोमीटर के अनुरूप हो यह इस रिंग के लिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है इसलिए यह एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड अन्य रिंग के लिए है तीन एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड हैं यह रिंग के लिए 1 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है और यह इस विशेष रिंग के लिए एक और एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है यह इस विशेष रिंग के लिए एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है इसलिए तीन एक्सोसाइक्लिक रिंग प्रत्येक में 5 योगदान करेंगे तो 3 x515 रिंग रेसिड्यू यहां पर 5 रिंग रेसिड्यू है 1234 और 5 है दूसरे शब्दों में आपको यह संपूर्ण ढांचा लेना होगा और डबल बॉन्ड में मौजूद सब्सीट्यूएंट की संख्या को देखना होगा यह डबल बॉन्ड में पहला सब्सीट्यूएंट है यह दूसरा सब्सीट्यूएंट है यह डबल बॉन्ड में तीसरा सब्सीट्यूएंटट है और यह डबल बॉन्ड में चौथा सब्सीट्यूएंट है तो डबल बॉन्ड में 5 सब्सीट्यूएंट मौजूद है 5x525 एसीटेट ग्रुप निश्चित तौर पर कोई भी योगदान नहीं करता है अपेक्षित मूल्य यदि आप सभी संख्याओं को जोड़ते हैं 353 और वास्तविक प्रायोगिक मूल्य 355 है तो बहुत ही करीबी संख्या इस विशेष मामले में आपको मिलती है अगर इस रिंग के साथ साथ इस रिंग के लिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो आपको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए दो बार मान लेना होगा दूसरे शब्दों में यह एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है यह रिंग के अनुसार 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है और यह रिंग के अनुसार एक और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो इस विशेष मॉलिक्यूल में एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की संख्या 3 है इसलिए इसे ध्यान में रखना होगा इसलिए हमने इस विशेष पाठ्यक्रम में जो देखा है वह एक कार्बनिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की मूलभूत प्रकृति है जो एक कार्बनिक मॉलिक्यूल विशेष रूप से ओलेफिन और कार्बोनिल मॉलिक्यूल में मौजूद ट्रांजिशन का प्रकार है जिसे हमने देखा है हमें अभी भी एरोमेटिक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को देखना है जिसे हम अगले पाठ्यक्रम में विचार करेंगे